हमने कल सेवाओं के व्यापार के लिए रणनीति कैनवास पर चर्चा की उस कैनवास पर आज वफादारी और संबंधों के इस पूरे क्षेत्र की जांच जारी रहेगी और हम देखेंगे कि आज सेवाओं के कारोबार के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है और कल के सेवाओं के कारोबार में यह कितना महत्वपूर्ण होगा तो एक निष्ठा प्रतिधारण संबंध आधारित विपणन का यह पूरा व्यवसाय आम तौर पर इस संक्षिप्त सीआरएम ग्राहक संबंध प्रबंधन द्वारा प्रसिद्ध है लेकिन कुछ लोग इसे निरंतर संबंध प्रबंधन कहते हैं या हो सकता है कि कोई इसे ग्राहक संबंध विपणन कहे मौलिक रूप से जो व्यवस्था का प्रारूप कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है यहां कीवर्ड या ऑपरेटिव शब्द संबंध है यहां आपके मौजूदा ग्राहकों के साथ संबंध है सीआरएम प्रणाली का उद्देश्य अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर हम आज के सत्र में थोड़ी देर बाद फिर से चर्चा करेंगे कि कई लोग सीआरएम को कुछ प्रकार के प्रौद्योगिकी समाधान के रूप में भ्रमित करते हैं कुछ प्रकार के सॉफ़्टवेयर जो सभी समस्याओं को हल करेंगे और आपके व्यवसाय को बढ़ाएंगे कृपया समझें कि प्रौद्योगिकी वहां है सॉफ्टवेयर वहां है सिस्टम वहां हैं लेकिन वे केवल उपकरण हैं यदि आपके पास रणनीति की उचित तैनाती नहीं है जो आपके पूरे संगठन को कवर करती है यदि यह आपके दृष्टिकोण का हिस्सा नहीं है यदि यह आपके कर्मचारी और संगठन संस्कृति का हिस्सा नहीं है तो सॉफ्टवेयर या तकनीक में आपके निवेश में जो भी संभव है वह काम नहीं करेगा इसलिए निश्चित रूप से उदाहरण के बिना समको का संग्रह यह जानने के लिए कि ग्राहक ने कब संपर्क किया किस तरह के ग्राहकों ने हमसे संपर्क किया उन्हें क्या पसंद है उन्हें क्या पसंद नहीं आया क्रय का इतिहास प्राथमिकताएं आपको उन समंको को इकट्ठा करना होगा आपको उस समंक का विश्लेषण करना होगा आपको एक सिस्टम बनाना होगा ताकि आपके अग्रिम पंक्ति कर्मचारी जब ग्राहक के साथ चर्चा में हों तो वे आसानी से देख सकें कि डिलीवरी की स्थिति क्या है उस ग्राहक की सेवा में कितना समय लगेगा उन्हें आसानी से बिक्री का नेतृत्व हस्तांतरण करने में सक्षम होना चाहिए तो एक ग्राहक आपके विक्रय कर्मचारी जो कलकत्ता में ग्राहक के साथ परिचय कर रहा है को आसानी से इस जानकारी को हस्तांतरित करने में सक्षम होना चाहिए कि कोयम्बटूर में वही ग्राहक या कोयम्बटूर में उस संगठन के एक अन्य भाग में उसी प्रकार की मांग कर सकता है तो यह विक्रय नेतृत्व पूरे संगठन में स्थानांतरण किया जा सकता है क्रॉस सेल और अप सेल की पहचान क्रॉस सेल का मतलब है कि ग्राहक सेवा ए के लिए पहले से ही आपका ग्राहक है और लेकिन हालाँकि यह उसी ग्राहक या संबंधित ग्राहकों को किसी अन्य सेवा को बेचने की संभावना है जो आपके शुद्ध बाजार अंशदान में प्रति इकाई वृद्धि कर सकती है आशय यह है कि वही सेवा B भी उसी ग्राहक को बेची जा सकती है तो जिसे हम विक्रय और क्रॉस विक्रय कहते हैं यह सेवा ए संयुक्त रूप से वास्तव में उसी ग्राहक संगठन के दूसरे भाग में जा सकती है या आप वास्तव में ए को प्रदान कर सकते हैं और साथ ही अब आप हो सकते हैं इसे बढ़ा सकते हैं आप कह सकते हैं कि ए प्लस सी ऑफर किया जाएगा अब यह ऑफर का हिस्सा होगा तो एक ग्राहक जो बर्गर के लिए पूछ रहा है आप वास्तव में ग्राहक को कुछ चिप्स भी बेच सकते हैं या आप ग्राहक को कुछ पेय बेच सकते हैं या आप वास्तव में कॉम्बो की पेशकश करके उस पूरे अवसर को अपग्रेड कर सकते हैं जिसमें बर्गर और चिप्स और कोक और सब कुछ शामिल हैं इसलिए ये अप सेल क्रॉस सेल के अवसर जाहिर है एक बड़ी प्रणाली में फ्रंट लाइन पर अच्छे समको की उपलब्धता की आवश्यकता होती है तो समक संग्रह समक विश्लेषण समक प्रस्तुति ये सभी महत्वपूर्ण हैं लेकिन यह सब स्वचालन काम नहीं करेगा अगर संस्कृति का रवैया सीआरएम का नरम पक्ष ठीक से तैनात नहीं है इसलिए अक्सर लोग इसलिए कहते हैं कि सीआरएम का नरम पक्ष कठिन है तो आपके कॉल सेंटर में प्रतिक्रिया प्रतिनिधि के सामने सारी जानकारी हो सकती है लेकिन अगर वह प्रतिक्रिया प्रतिनिधि संतुष्ट कर्मचारी नहीं है या तनाव की स्थिति में है या उसने ठीक से ट्रेनिंग नहीं ली है आपको याद है कि हमारे पास ये सभी चर्चाएँ सेवा व्यवसाय में लोगों के मुद्दों पर चर्चा के दौरान थीं जहाँ हमने भावनात्मक श्रम और सीमा कम सेवा और सेवा कर्मचारी के जीवन में द्वंद्व के बारे में चर्चा की थी अब यदि उन सभी मुद्दों को ठीक से संबोधित नहीं किया गया है तो क्या फोन करने वाले की पहचान संख्या आईडी और खाता संख्या आदि कॉल सेंटर प्रतिनिधि के लिए उपलब्ध हैं या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भले ही संभावना मौजूद हो क्योंकि वहाँ भले ही संभावना मौजूद हो लेकिन इस अवसर पर उस दृष्टिकोण से संपर्क नहीं किया जा सकता है क्योंकि संघर्ष संबंधी समस्या जो उस समय सत्य के स्पर्श बिंदु पर हो सकती है तो सीआरएम प्रभावी होने के लिए इस माध्यम से जाना चाहिए आपको इस समग्र प्रणाली दृष्टिकोण को लेना होगा लिहाजा इसे रणनीति के विकास से शुरू करना होगा लिहाजा संबंध विपणन या संबंध आधारित विश्वास रिलेशनशिप मार्केटिंग या रिलेशनशिप बेस्ड ट्रस्ट को कंपनी की रणनीति कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी से शुरू करना पड़ता है शीर्ष प्रबंधन पूरे संगठन के लिए दिशानिर्देश व्यावसायिक प्रदर्शन का मूल्यांकन सभी को ग्राहक प्रतिधारण ग्राहक संबंध के संदर्भ में बनाया जाना चाहिए उसमें से हमें इस मूल्य निर्माण प्रक्रिया में जाना चाहिए जहां फिर से अपने ग्राहक को बेहतर और बेहतर मूल्यों की पेशकश करने पर जोर देना होगा इसलिए ग्राहक लाभ निश्चित रूप से प्राथमिकता होनी चाहिए विभिन्न स्तरों पर ग्राहकों को अलग करना संभव है और मैं इस स्तरीय मामले या पदानुक्रम प्रकार को आकर्षित नहीं करना चाहूंगा लेकिन मुझे कहना होगा कि आप अपने लाभों को एक माला के रूप में मान सकते हैं और समझ सकते हैं कि इनमें से प्रत्येक मोती एक प्रकार के ग्राहक ग्राहक के एक खंड का प्रतिनिधित्व करता है और यह उस विशेष ग्राहक खंड के लिए एक मिलान योग्य पेशकश है तो ग्राहक खंड 1 और मूल्य प्रस्ताव 1 ग्राहक खंड 2 और मूल्य प्रस्ताव 2 यह सरल तरीका है क्योंकि मैं प्राप्त कर रहा हूं जाहिर है मूल्य प्रस्ताव 1 को मूल्य प्रस्ताव 2 के लिए काफी संबद्ध किया जा सकता है लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक ग्राहक वर्ग के लिए निश्चित मूल प्रस्ताव मूल्य होगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और जिसे पेश किया जाना चाहिए और मिलान किया जाना चाहिए और यह रणनीतिक उद्देश्य के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हो तो रणनीतिक उद्देश्य को अपने आप से लागू करना चाहिए यह मूल्य निर्माण प्रक्रिया जो ग्राहक की आवश्यकता से मेल खाती है जाहिर है यह आपके ग्राहक अधिग्रहण की लागत को कम करेगा क्योंकि फोकस है फिर अवधारण पर और यह बहुत महत्वपूर्ण है जैसा कि हमने कल की चर्चा में देखा था सभी विभिन्न ग्राहक खंडों में इस मूल्य प्रस्ताव की पेशकश करने में सक्षम होने के लिए जाहिर है हमारे पास एक बहु प्रवाही प्रक्रिया होनी चाहिए और मैं अभी आपको यह बताने के लिए एक व्यापक आरेख दिखाता हूं कि यह कैसे तैनात किया जाएगा लेकिन मैं इस बिंदु पर यहां प्रकाश डालूंगा कि अक्सर हम ग्राहक के रूप में परेशान होते हैं जब मैं कॉल सेंटर को कॉल करता हूं और उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता है तो उस विशेष व्यक्ति को मैं इस स्तर पर एक विशेष समस्या से निपट रहा हूं हम ग्राहकों से उम्मीद करते हैं कि उन्हें पता होना चाहिए कि हम उनके लिए कितने मूल्यवान हैं मेरे उनके साथ कितने वर्षों के संबंध हैं और यह केवल तब संभव है जब विभिन्न प्रकार के संपर्क इतिहास का एकीकरण होता है जो केवल तभी संभव है जब एक अच्छा डेटाबेस हो जहां सब कुछ एक साथ आ सके इसलिए क्या ग्राहक ने दो महीने पहले बैंक काउंटर पर शारीरिक रूप से संपर्क किया है और आज ग्राहक टेली बैंकिंग प्रणाली को कॉल कर रहा है या ग्राहक को वेब आधारित सहायता चैनल के माध्यम से कुछ पूछताछ या शिकायत है यह संगठन को डॉट्स कनेक्ट करने में सक्षम होना चाहिए और पता है कि यह यह वही ग्राहक है जिसके साथ हमारा इतिहास है और यह वही समस्या है जो पहले भी रही है और किस तरह से इस समस्या का समाधान किया गया था और क्या समस्या 1 समस्या 2 समस्या 3 या संतुष्टि 1 या संतुष्टि 3 वे सभी जुड़े हुए हैं यह उसी ग्राहक इतिहास का हिस्सा है और इसलिए यह ज्ञात होना चाहिए और फिर निश्चित रूप से आपके पास इस प्रणाली का एक आकलन होना चाहिए जहां आपको लगातार देखना होगा ताकि क्या ये उद्देश्य ठीक से पूरा हो रहे हैं और यह सूचना प्रबंधन प्रणाली द्वारा संभव है यह एक उद्यम व्यापक प्रणाली है आमतौर पर यह आज की ईआरपी प्रणाली का एक हिस्सा है जहाँ ग्राहक के साथ ग्राहक की सभी गतिविधियाँ ग्राहक के साथ हर एक संपर्क सभी को एक ही डेटाबेस में एकीकृत किया जाता है और यह वह है जिसका सीआरएम की सीमा के पार निष्पादन में समर्थन करना चाहिए समग्र प्रणाली आरेख कुछ इस तरह दिखाई देगा कि आपका प्रारंभिक बिंदु कॉर्पोरेट रणनीति है विपणन रणनीति को उस कॉर्पोरेट रणनीति से निकाला जाना चाहिए इसलिए आपकी विभाजन लक्ष्यीकरण और स्थिति निर्धारण रणनीति या विभिन्न सेवा स्तरों या आपकी रणनीतियों का मंथन प्रबंधन आपके मौजूदा ग्राहक आधार की सुरक्षा के लिए है यह देखते हुए कि वे आपकी प्रतियोगिता में नहीं जाते हैं इन सभी को समग्र रणनीति से निकाला जाना चाहिए और उन्हें जटिल रूप से अच्छी तरह से एक साथ बुना हुआ एकीकृत किया जाना चाहिए यह इस दृष्टिकोण से है इसलिए एक सीआरएम उद्देश्य बनाया जाना चाहिए और सीआरएम उद्देश्य वास्तव में संगठन के लिए लाभ को ग्राहक को दिए गए इनाम के साथ संतुलित करना चाहिए इसलिए निष्ठा पुरस्कार और बिक्री अर्थव्यवस्था जो बार बार खरीदने से आ रही है का संबंध होना चाहिए इसलिए यदि आप एक ही ग्राहक से लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो बार बार खरीद के कारण आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक को कुछ प्रोत्साहन मिले इसके बिना आप सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर में निवेश करने वाले सीआरएम सिस्टम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि यह ग्राहक जीवन समय मूल्य जो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि दीर्घकालिक संबंध केवल तभी संभव है जब आपके पास अपने उद्देश्यों संगठनात्मक उद्देश्यों और ग्राहक मूल्यों या ग्राहक लाभ ग्राहक पुरस्कारों के आधार पर एक अच्छा लेनदेन है यह मल्टीचैनल एकीकरण द्वारा निष्पादित किया जाता है कि हमने बिक्री स्वचालन चैनल स्वचालन टेली सेल्स संस्थागत ग्राहकों और इतने पर चर्चा की और यह सीआरएम होना चाहिए तो सीआरएम मूल्यांकन प्रक्रिया को यह देखना चाहिए कि यह मल्टीचैनल एकीकरण काम कर रहा है यह देखना चाहिए कि मूल्य प्रस्ताव का यह मिलान संबंधित ग्राहक पुरस्कारों के साथ हो रहा है और यह संभव है एक अच्छा उद्यम एकीकरण होने पर एक साथ काम करने का यह प्रकार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से संभव है जहां समको का भंडारण डेटा वेयरहाउस विश्लेषणविद्या एनालिटिक्स विपणन विश्लेषण मार्केटिंग एनालिटिक्स परिचालन विश्लेषण ऑपरेशनल एनालिटिक्स और अनुप्रयोगों एप्लिकेशन आदि द्वारा समर्थित होगा इसलिए सीआरएम की सामान्य असफलताओं पर मैं चर्चा कर रहा हूं क्योंकि सीआरएम को एक प्रौद्योगिकी पहल के रूप में देखा जाता है न कि एक रणनीतिक पहल के रूप में देखा जाता है जिन्हें वास्तव में ग्राहक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और पूरे संगठन को संमिलित करना चाहिए इसका उद्देश्य ग्राहक को अधिक से अधिक समय तक बनाए रखना है ताकि ग्राहक की जीवनकाल का मूल्य 2 वर्षों का मूल्य नहीं है लेकिन एक 15 साल का मूल्य है इसलिए संपूर्ण विचार यह है कि एक ग्राहक को साल दर साल आपकी सेवाओं का लगातार उपयोग करना है और यह तब है जब यह सीएलवी ग्राहक जीवनपर्यन्त महत्व Customer Life time ValueCLV एक सार्थक शब्द सीआरएम बन जाता है इसलिए अगर कुछ है तो उचित होना तो उसका उचित होना आवश्यक है जोकि आपकी व्यवसाई प्रक्रिया में है आदतों में है और आपकी संस्कृति में है जो उस तरह की प्रक्रिया से आते हैं जैसे हटाया जाना है और जिसे खत्म किया जा सके ताकि सीआरएम में आपका निवेश उपयोगी सिद्ध हो सके इसलिए सीआरएम रणनीति को परिभाषित करने के लिए हमें इन मुद्दों को पूछना होगा और इन सवालों का जवाब देना होगा इसलिए यह वह जगह है जहां आपको शुरू करना चाहिए इसलिए अन्य सभी तकनीकी चीजें जो हमने इस तरह के आरेख में देखीं और इस प्रणाली को कैसे तैनात किया जाएगा इस सवाल से शुरू होना चाहिए ग्राहक की निष्ठा बढ़ाने के लिए हमारा मूल्य प्रस्ताव कैसे बदलना चाहिए एक से एक विपणन और सेवा वितरण जो प्रत्येक ग्राहक सेगमेंट के लिए उपयुक्त है कितने कस्टमाइज़ किए गए थे एक ही ग्राहक के लिए वॉलेट की हिस्सेदारी बढ़ाने या अन्य कमाई से संभावित लाभ की संभावना क्या है यह ग्राहक स्तरीय या खंड द्वारा कितना भिन्न होता है तो ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपको अपने सीआरएम सिस्टम में निवेश करने से पहले देना होगा और इसलिए संक्षेप में ग्राहक वफादारी निवल विपणन योगदान शुद्ध बाजार योगदान और वफादारी की नींव के निर्माण की लाभप्रदता ड्राइव के लिए पूरी तरह से महत्वपूर्ण है ग्राहक की जरूरतों और क्षमताओं के बीच अच्छी तरह से फिट होता है तो यह उचित प्रकार का विभाजन है जो आपके प्रस्ताव को ग्राहकों की आवश्यकताओं के साथ आपकी योग्यता से मेल खाता है तो यह ग्राहक की आवश्यकता है यह आपकी योग्यता होनी चाहिए और उन्हें अच्छी तरह से मेल खाना चाहिए और यह विभिन्न स्तरों पर किया जा सकता है तो इसमें कुछ सेवाओं में चांदी सोना प्लैटिनम का स्तर हो सकता है यह स्वीकार किया जाता है और वे हैं कि किया जाना चाहिए और सेवा की गुणवत्ता के माध्यम से ग्राहकों की संतुष्टि प्राप्त करना ग्राहक निष्ठा अनुबंध लेनदेन के आधार पर होना चाहिए सामाजिक संरचनात्मक और अनुकूलन अनुबंध होना चाहिए ये तीन प्रकार के अनुबंध हैं जिनकी हमने पिछले सप्ताह चर्चा की थी और वह यह है कि हमें इस सदस्यता को कैसे बनाना चाहिए और ग्राहक निष्ठा के लिए एक निष्ठा आधारित कार्यक्रम रणनीतियों को शामिल करना चाहिए जिसमें ग्राहक के स्नेह का विश्लेषण करना शामिल है जिसे हम मंथन और निगरानी भी कहते हैं वे क्यों छोड़ रहे हैं क्यों मंथन हो रहा है इसलिए हमने पिछले सप्ताह चर्चा की कि एग्जिट इंटरव्यू के बारे में हमें ग्राहकों के पास वापस जाना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि वे क्यों चले गए और वे अब आपकी सेवा की तुलना आपकी प्रतियोगी सेवा से कैसे कर रहे हैं और निश्चित रूप से सेवा वसूली के बारे में पूरा मुद्दा जिसकी हमने पिछले हफ्ते चर्चा की तो अंत में इसलिए यदि आपके पास एक अच्छा रणनीतिक दृष्टिकोण और एक अच्छा प्रणालीगत दृष्टिकोण है और आप मेल खाते हैं कि अच्छे मानव संसाधन लोगों के साथ उन्मुख रणनीति परिनियोजन के दृष्टिकोण के साथ और आप उन संगठनों के मूल्यों से मेल खाते हैं जो आप तैनात कर रहे हैं यदि ग्राहक के प्रतिधारण के उद्देश्य संगठन के प्रत्येक स्तर पर सर्वोच्च उद्देश्य बन जाते हैं तो एक शीर्ष प्रबंधन जुनून बन जाता है तो आपकी संबंध विपणन रणनीति काम करेगी तो आपका सीआरएम निवेश फलदायी होगा